आप में से कई लोगों ने इन ऑप एम्प सर्किट्स को देखते हुए जिन चीजों पर अब तक चर्चा की है उनमें से एक यह है कि यदि आप ऑप एम्प को समग्र रूप से लेते है तो यह किरचॉफ लॉ का पालन नहीं करता है यही मेरा मतलब है मुझे अपना सामान्य एम्पलीफायर सर्किट लेने दें अगर मेरे पास एक इनपुट वोल्टेज Vi है और यह R और R है तो आउटपुट एक आइडियल ऑप एम्प के साथ k× Vi होगा और एक वास्तविक ऑप एम्प के साथ सीमित लेकिन बहुत बड़े गेन के लिए यह इसके करीब होगा अब इन रेसिस्टर्स से प्रवाहित होने वाला करंट ViR है यह k Viइनका योग है जो कि ViR है वैकल्पिक रूप से Vi यहां भी दिखाई देता है तो इससे प्रवाहित होने वाला करंट ViR है जो उस रेसिस्टर से भी प्रवाहित होता है अब जाहिर तौर पर यह करंट ऑप एम्प से निकलता है लेकिन ऑप एम्प का इनपुट इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग दोनों 0 करंट खींचता है ऑप एम्प कोई इनपुट करंट नहीं खींचता है इसलिए अगर मैं ऑप एम्प को समग्र रूप से सोचती हूं तो हम जानते है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में प्रवेश करने या छोड़ने वाला टोटल करंट 0 होना चाहिए और स्पष्ट रूप से यहाँ यह 0 नहीं है ऑप एम्प से निकलने वाला करंट ViR है वास्तव में मैं इसमें एक लोड जोड़ सकती हूं फिर करंट KVi RL उस तरफ बहेगा तो बाहर आने वाले टोटल करंट में kVi RL भी शामिल होगा यह Vi R k × Vi RL होगा और ये 0 है इसलिए यदि आप वहां वहां और वहां के करंट को जोड़ते है मान ले की इस क्लोज्ड सरफेस से बाहर आने वाला करंट यह स्पष्ट रूप से 0 नहीं है तो ऐसा लगता है कि यह KCL का उल्लंघन करता है जिसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है लेकिन इसका समाधान बहुत आसान है इस तस्वीर में जैसा कि अधिकांश ऑप एम्प चित्रों में हमने पावर सप्लाई कनेक्शन को छोड़ दिया है इसलिए अगर हम पावर सप्लाई कनेक्शंस शामिल करते है तो यह VDD है और यह VSS है तो इस ग्राउंड के संबंध में पॉजिटिव सप्लाई VDD से जुड़ा है नेगेटिव सप्लाई VSS से जुड़ा है इनमें से बहने वाला करंट स्पष्ट रूप से 0 नहीं हैं तो करंट सप्लाई टर्मिनल्स से बहता है तो इस तरह इन करंट का योग संतुलित हो जाएगा इसलिए अनिवार्य रूप से ऑप एम्प से निकलने वाला करंट ऑप एम्प के सप्लाई टर्मिनल्स से निकल रहा है अब सप्लाई में से कितना करंट प्रवाहित होता है यह ऑप एम्प के आंतरिक विवरण पर निर्भर करता है लेकिन एक बहुत ही सरल मॉडल है जिसका हम उपयोग कर सकते है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगी इस तरह से मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है और ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनल में 0 करंट है और हम कहते है कि जो करंट निकल रहा है उसे Iout कहा जाता है और करंट जो पॉजिटिव सप्लाई टर्मिनल में जा रहा है मैं इसे I कहती हूं जो करंट निगेटिव सप्लाई टर्मिनल से निकल रहा है उसे मैं I कहती हूं अब इस I और I के लिए एक बहुत ही सरल मॉडल यह है कि I कुछ निश्चित मान है जो कि I0 I out है यदि Iout 0 से अधिक है बल्कि मैं पहले यह शर्त रखती हू कि यदि Iout 0 से बड़ा है यानी ऑप एम्प से एक पॉजिटिव करंट निकल रहा है तो I I0 Iout है और I केवल I0 है यदि Iout 0 से छोटा है तो I केवल I0 के बराबर है और I I0 Iout होगा तो सबसे पहले यह किरचॉफ करंट लॉ को सॅटिस्फाई करता है और वास्तव में यह एक साधारण मॉडल का एक प्रकार है हर ऑप एम्प इस मॉडल का पालन नहीं कर सकता है यह हो सकता है कि सप्लाई से बहने वाला करंट कॉन्स्टन्ट है लेकिन आमतौर पर एक कॉन्स्टन्ट हिस्सा होता है और एक हिस्सा होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कितना करंट बाहर निकाला जा रहा है कम से कम जनरल पर्पस ऑप एम्प्स के लिए जिसे आप खरीद सकते है जैसे कि यह 741 या 347 या वे ऑप एम्प्स इस मॉडल का पालन किया जाता है स्पष्ट रूप से यदि Iout बिल्कुल 0 के बराबर है तो I और I समान होंगे और I0 के बराबर होंगे यह बहुत ही सरल मॉडल है जिसका हम उपयोग कर सकते है तो उदाहरण के लिए हम इससे एक एम्पलीफायर बनाते है मैं सटीक विवरणों पर काम नहीं करूंगी तो हम कहते है कि इनपुट एक साइनसॉइडल है यहां आउटपुट वोल्टेज भी एक साइनसॉइडल होगा अत इन भागों में Iout पॉजिटिव होगा और उन भागों में Iout नेगेटिव होगा तो क्या होता है कि ऐसे मामले में मान लीजिए कि Vout पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव स्विंग करता है तो I साइनसॉइडल करंट का अनुसरण करेगा क्योंकि वोल्टेज साइनसॉइडल है करंट भी साइनसॉइडल है I इस करंट का अनुसरण करेगा और जब आउटपुट करंट नेगेटिव होगा तो यह केवल निश्चित मान I0 होगा और फिर यह इसका अनुसरण करेगा और इसी तरह इसी तरह I होगा कृपया I और I की दिशा पर ध्यान दें मैंने I को टर्मिनल में प्रवाहित करने के लिए चुना है और I टर्मिनल से बाहर बह रहा होगा यह उस तरह का कन्वेन्शन नहीं है जिसका मैं सामान्य रूप से उपयोग करती हूं लेकिन ये मान पॉजिटिव है इसलिए मैं उनका उपयोग इस तरह करती हूं और I इसके विपरीत होगा जब आउटपुट वोल्टेज और अत आउटपुट करंट नेगेटिव होता है तो यह एक कॉन्स्टन्ट होगा अन्यथा यह सिग्नल का पालन करेगा और यह ऐसा करता है तो सबसे पहले KCL का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और ऑप एम्प के मामले में इसका उल्लंघन नहीं किया जाता है ऑप एम्प का आउटपुट करंट सप्लाई टर्मिनल्स से आता है अब किसी भी ऑप एम्प सर्किट को देखते हुए सर्किट विश्लेषण से आप जानते है कि ऑप एम्प में से कितना करंट बह रहा है अब यदि आप अनुमान प्राप्त करना चाहते है कि पावर सप्लाई में कितना करंट बह रहा है तो आप इस मॉडल का उपयोग कर सकते है और यदि I0 का मान आपको नहीं दिया गया है तो आप इसे 0 भी मान सकते है सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि सप्लाई टर्मिनल्स में धाराएं कैसे बदलती है